आज हम स्ट्रक्चरल सिस्टम्स को देखते हैं जो रिजिड बॉडी से बनी होती हैं इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम केवल यह मानेंगे कि बॉडी रिजिड हैं जो एक विशेष स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाते हैं आमतौर पर रिजिड बॉडी के सेट होते हैं जो एक दूसरे से या तो रिजिड तरीके से या हिन्ज के माध्यम से या स्लॉट के माध्यम से जुड़े होते हैं ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप रिजिड बॉडी को जोड़ सकते हैं और एक सिस्टम बनाने के लिए और सिस्टम कुछ लोड उठाने जा रहा है हम उन्हें स्ट्रक्चरल सिस्टम कहते हैं विभिन्न प्रकार के रिजिड बॉडी हैं जिन्हें आप इन रिजिड बॉडी की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं उदाहरण के लिए चाक का यह विशेष टुकड़ा इसका लंबाई डायमेंशन अन्य दो डायमेंशन से कहीं अधिक है तो व्यावहारिक अर्थों में यह 1 डायमेंशनल बॉडी की तरह है उदाहरण के लिए एक और उदाहरण यह हो सकता है जहां मोटाई और चौड़ाई की डायमेंशन इसकी लंबाई की तुलना में बहुत छोटे हैं और हम इन्हें 1 डायमेंशनल मेंबर कहते हैं इसे 2 डायमेंशनल मेंबर कहा जा सकता है क्योंकि इसके परिमित डायमेंशन हैं और यह डायमेंशन मोटाई डायमेंशन बहुत छोटा है तो हम इसे 2 डायमेंशनल बॉडी कह सकते हैं कर्वड होने पर भी आप देखते हैं कि 1 डायमेंशनल है यह दिशा 1 डायमेंशनल दिशा और मोटाई इसकी तुलना में छोटी है इस तरह के सिस्टम या ऐसे रिजिड बॉडी को हम दो डायमेंशनल रिजिड बॉडी कहते हैं एक विशिष्ट 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी इस प्रकार है ठोस की तरह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे से तुलनीय हैं इसलिए यह 3 डायमेंशनल है हमारी समझ के लिए हम सबसे पहले मुख्य रूप से इस विशेष अभ्यास में उन बॉडी पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो 1 डायमेंशनल हैं 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल सिस्टम में जाने से पहले यह हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम के निर्माण के लिए और समझने के लिए बहुत उपयोगी होगा तो आरंभ करने के लिए आइए हम सिंगल डायमेंशनल मेंबर को देखें फिर से सिंगल डायमेंशनल में यह इस तरह से एक सीधा मेंबर हो सकता है यह किसी भी तरह से कर्व हो सकता है जिस तरीके से चाहे वह इन प्लेन हो या आउटऑफ़ प्लेन आप देख सकते हैं कि यह एक आउट ऑफ प्लेन मेंबर है लेकिन फिर भी यह एक डायमेंशनल रिजिड बॉडी है अभी के लिए हम फिर से अपने आप को केवल प्लैनर बॉडी तक सीमित रखेंगे जिसका अर्थ है कि चाहे वह सीधे हो या कर्वड हो यह प्लेन पर है एक सिंगल प्लेन जिसे हम देख रहे हैं तो मान लीजिए कि यह बोर्ड है यदि यह बोर्ड इसका प्लैनर भाग है विशिष्ट 1 डायमेंशनल रिजिड बॉडी कुछ इस तरह हो सकता है या यह सीधा हो सकता है और इसी तरह तथ्य यह है कि इसके बजाय यह 1 डायमेंशनल है हम इसकी एक्सिस भी खींच सकते हैं और मान सकते हैं कि यह 1 डायमेंशनल मेंबर है तो यह 1 डायमेंशनल रिजिड बॉडी है और हम इस तरह के 1 डायमेंशनल मेंबर्स से विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं हम बाद के चरण में कुछ उदाहरणों को देखेंगे लेकिन आइए देखें कि हम इस रिजिड बॉडी के भीतर फोर्सेज का कैसे विश्लेषण करते हैं कारण यह है कि आप रिजिड बॉडी में फोर्सेज का विश्लेषण करना चाहते हैं यह समझना है कि क्या रिजिड बॉडी लोड उठा सकता है या बॉडी लोड उठा सकता है या नहीं उदाहरण के लिए यदि यह एक बॉडी है और यदि आप जानते हैं कि मैं इसे बोर्ड पर जोर से दबा रहा हूं तो इसके टूटने से पहले मैं कितनी जोर से दबा सकता हूं और इससे मुझे इस बात का अंदाजा हो जाएगा अगर मैं आंतरिक फोर्सेज को जानता हूं जो मुझे इस बात का अंदाजा देंगी कि मैं जिस विशेष स्थिति की बात कर रहा हूं उसके लिए यह टूटेगा या नहीं तो इस तरह के विश्लेषण को एक स्ट्रक्चरल सिस्टम में आंतरिक फोर्सेज का विश्लेषण कहा जाता है और आंतरिक फोर्सेज क्या हैं मान लीजिए अगर मैं इस विशेष रिजिड बॉडी को लेता हूं अब से मैं केवल रेखा आरेखों का उपयोग करने जा रहा हूँ और मान लें कि इस पर विभिन्न दिशाओं में मोमेंट्स या फोर्सेज लगाए जा रहे है अगर आंतरिक फोर्सेज की जांच करनी है तो पहली चीज जो मुझे करनी है वह यह है कि मुझे इस बॉडी को दो या कई बॉडीज में अलग अलग करना है उस बिंदु से जहा पर मैं यह जानना चाहता हूं कि रिजिड बॉडी में आंतरिक फाॅर्स क्या हैं अगर मुझे यह करना है उदाहरण के लिए इस विशेष बिंदु X पर फोर्सेज की जांच करें तो मान लें कि X ऐसा है और मुझे इस विशेष रिजिड बॉडी के भीतर विशेष आंतरिक फोर्सेज का पता लगाने की आवश्यकता है पहली चीज जो मुझे करनी है वह यह है कि इस रिजिड बॉडी को दो पीसेज में अलग करें और दो टुकड़ों में से एक की जांच करें माना कि हम इस विशेष रिजिड बॉडी को देख रहे हैं और मैं इसे अलग करता हूं तो मैं सिर्फ इस सेपरेट भाग को दिखा रहा हूँ मान लीजिए A यह X है यह B है तो मेरे पास यहां AX है यहाँ B है जहां X पर यह सेपरेशन है हम फ्री बॉडी AX या XB की जांच कर सकते हैं सबसे पहले मैं केवल रिजिड बॉडी AX के इस विशेष भाग पर कार्य करने वाली सभी बाहरी फोर्सेज को ड्रा कर रहा हूँ अगर मैं इस विशेष बिंदु पर आता हूं तो इस बिंदु पर खिंचाव के कारण इसका मतलब है कि इस विशेष रिजिड बॉडी के कर्व के साथ एक एक्सियल फाॅर्स या फाॅर्स हो सकता है मैं इसे एक अक्षीय फाॅर्स के रूप में बुलाने जा रहा हु जा रहा हूं इसलिए हम A का उपयोग करने जा रहे हैं यह एक फाॅर्स हो सकता है जो इसके लंबवत कार्य कर रहा है तो आइए हम उस फाॅर्स जो समान और विपरीत हैं उसको शियर फाॅर्स कहते हैं यह विरोध भी कर सकता है उदाहरण के लिए यह झुकने का विरोध कर रहा है तो बेन्डिंग में एक रेजिस्टेंस हो सकता है और वह X पर एक मोमेंट बना सकता है इसलिए मैं इन सभी में प्रत्यय X का उपयोग करने जा रहा हूं समान और विपरीत मोमेंट आते हैं क्योंकि यहां रिएक्शंस होती हैं जो एक दूसरे को रद्द कर देंगी अब मैं अन्य सभी फोर्सेज को सम्मिलित कर सकता हूं जो इस विशेष बॉडी B पर कार्य करते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं तीन आंतरिक फाॅर्स के परिणाम हैं जो X पर सेक्शनिंग पर दिखाई देते हैं मुझे इसे ड्रा करने दे थोड़ा जटिल है इसलिए मैं केवल AX बनाऊगा यह A है यह X है फाॅर्स इस तरह काम कर रहा है मोमेंट लग रहा है इस विशेष बिंदु पर जहां मेरे पास सेक्शन है एक अक्षीय फाॅर्स है एक शियर फाॅर्स है और एक मोमेंट है यह सब सेक्शनिंग के कारण प्रकट होता है तो हम सिर्फ एक प्रत्यय X का उपयोग कर रहे हैं जहां X वह बिंदु है जिस पर हम इसे देख रहे हैं तो यह मूल रूप से AX के फ्री बॉडी डायग्राम को दिखाता है यह देखते हुए और ज्ञात हैं मेरे पास तीन अज्ञात हैं और पता लगाया जाना है चूँकि यह एक रिजिड बॉडी है प्लैनर रिजिड बॉडी हम तीन समीकरण बना सकते हैं जो कि है और इसी तरह मुझे यहां का उपयोग नहीं करना है यहा सिग्मा X दिशा के साथ है तो मैं यहाँ पर केवल एक दिशा दिखाने जा रहा हूँ यह x दिशा है यह y दिशा है आइए हम यहां केवल भ्रम से बचने के लिए X का उपयोग करें यदि हम केवल स्टैटिक्स को देख रहे हैं जब हम इसे शून्य के बराबर कर देते हैं इसी तरह ऊर्ध्वाधर दिशा में F शून्य के बराबर है और मोमेंट माना कि यह पॉजिटिव है शून्य के बराबर है तीन समीकरण बन सकते हैं यह इस पर किसी भी बिंदु के सापेक्ष में हो सकता है तो अगर मैं A को बिंदु के रूप में लेता हूं या X प्रश्न में बिंदु है तब मेरे पास तीन समीकरण होंगे तीन अज्ञात जिन्हें मैं हल कर सकता हूं तो मेंबर में फोर्सेज के समाधान के लिए एक्विलिब्रियम पर्याप्त है तो हम इसे कैसे मापते हैं अगर मुझे लिखना है मान लें कि हम इस विशेष बॉडी AB की जांच करते हैं तो शायद मैं इसके साथ एक कोआर्डिनेट s चला सकता हूं तो यहाँ कोई भी कट मुझे बताता है कि s मान क्या है मैं s बराबर शून्य से s बराबर 1 या किसी और के बराबर लेकर शुरू कर सकता हूँ इसलिए यदि मैं s को एक के बराबर लेता हूं तो मैं हमेशा यह पता लगा सकता हूं कि मेंबर में एक्सियल फाॅर्स का मान क्या होगा इसी तरह उसी बिंदु s पर A से दूर शियर फाॅर्स और यह है हम इन तीनों को देखते हैं कोऑर्डिनेट s के अनुसार भिन्न हैं या दूसरे शब्दों में मैं s बराबर शून्य से s बराबर एक तक एक प्लॉटिंग भी कर सकता हूं मान लीजिए कि एक्सियल फाॅर्स इस तरह बदल रहा है तो यह पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है मैं कुछ ही पलो में साइन कन्वेंशन के बारे में बात करने जा रहा हूं तो मैं इसे एक्सियल फाॅर्स के रूप में अपनाऊंगा इसी तरह मैं s के साथ शियर के वितरण को शून्य से एक के बराबर दिखा सकता हूं और इसी तरह M को तो यह एक एक्सियल फाॅर्स डायग्राम है संक्षेप में इसे AFD कहा जाता है और आपके पास शियर फाॅर्स डाइग्राम SFD हो सकता है और आपके पास बेन्डिंग मोमेंट डायग्राम हो सकते हैं इसलिए BM बेन्डिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हैं तो ये तीन डायग्राम हैं जिन्हें आप बना सकते हैं इनकी प्रकृति के आधार पर आप 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 1 डायमेंशनल रिजिड बॉडी को वर्गीकृत कर सकते हैं अभी तक हमने केवल 1 डायमेंशनल मेंबर में कार्य करने वाली आंतरिक फोर्सेज की जांच की है जब मैं यहां मेंबर कहता हूं सिंगल 1 डायमेंशनल बॉडी एक स्ट्रक्चरल सिस्टम जिसमें 1 डायमेंशनल बॉडी होती है मूल रूप से उनमें से कई एक स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाने के लिए एक साथ जुड़े होते हैं विशिष्ट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हो सकती हैं उदाहरण के लिए मुझे बस इसी तरह के मेंबर का उपयोग करने दें मुझे कुछ s प्रकार के मेंबर लेने दें मैं कई प्रकार के s मेंबर्स को जोड़ सकता था माना कि इसमें कुछ ऐसा होगा यह एक स्ट्रक्चरल सिस्टम हो सकता है जो मेरे पास है और इसके चारों ओर हर जगह इस पर कार्य करने वाली फोर्सेज हो सकती हैं और इसी तरह मेरे पास शायद यह s इंटेग्रली जोइनिंग हो सकती थी इस तरह कोई इंटेग्रलि जोइनिंग नहीं है इस पर गौर करें तो यह इससे अलग है मैं आपको कुछ पलो में उनमें से कुछ उदाहरण दिखाऊंगा यहां यह इंटेग्रली जोइनिंग है यहां आपके पास एक पिन टाइप जॉइनिंग है या दूसरे शब्दों में इस विशेष मामले में यदि मेरे पास एक पिन को जोड़ने का एक तरीका है इसका मतलब है कि यह मेंबर और यह मेंबर इस विशेष बिंदु पर एक दूसरे के सापेक्ष में फ्रीली घूम सकते हैं लेकिन फिर अगर मैं उन्हें इंटेग्रली इस तरह से जोड़ता हूं तो वे एक दूसरे के सापेक्ष नहीं घूम सकते हैं और इसलिए उनके बीच एक मोमेंट रिएक्शन होगी तो यह आपके पास एक और संभावना है हम अन्य संभावनाओं पर गौर करेंगे मेरे पास सीधे मेंबर हो सकते थे उदाहरण के लिए मेरे पास इस तरह से जुड़े मेंबर्स का एक सीधा सेट हो सकता है मेरे पास केवल एक मेंबर हो सकता है लेकिन जो कि ऊर्ध्वाधर रखा गया है और जो फाॅर्स कार्य कर रहे हैं वे केवल ऊर्ध्वाधर फाॅर्स हैं आप इसे देखें यह एक कॉलम सिस्टम जैसा दिखता है केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करने वाले फाॅर्स हैं आमतौर पर हम उन्हें अलग अलग नाम देते हैं जो उस विशेष रिजिड बॉडी के आकार और उनके द्वारा वहन की जाने वाली आंतरिक फोर्सेज पर निर्भर करता है वे आंतरिक फाॅर्स जो ये वहन करते हैं वह या तो तीनों एक साथ हो सकते है या उनमें से केवल एक या उनमें से दो कोई विशेष संयोजन जिनका हम एक स्ट्रक्चरल सिस्टम में अभ्यास करते हैं मान लीजिए कि मैं छोटे से एलिमेंट को लेता हूं और फिर उन्हें पिन की तरह जोड़ता हूं और फिर इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूं यह ठीक एक चैन की तरह है मैं इसे सीधा कर सकता हूं और मेरे पास ऐसा कुछ होगा इसकी अनूठी बात यह है कि ये विशेष बिंदु जहां वे पिन किए गए हैं वे घूमने के लिए स्वतंत्र हैं कोई प्रतिरोध नहीं है मान लीजिए मैं इन एलिमेंट्स को छोटा और छोटा और छोटा समझता हूं तो आपको क्या मिलता है आपको उससे जुड़े बहुत सारे पिन प्राप्त करते है या दूसरे शब्दों में यह किसी विशेष बिंदु पर किसी भी मोमेंट का विरोध नहीं कर सकता ऐसे मेंबर ऐसी स्ट्रक्चरल सिस्टम को केबल कहा जाता है इसलिए हम विभिन्न स्ट्रक्चरल सिस्टम्स का नाम देते हैं जो इससे बनती हैं जैसे कि विभिन्न संरचनाएं जैसे ट्रस बीम फ्रेम शाफ्ट आपके पास कॉलम हैं आपके पास केबल हैं और इसी तरह फ्रेम्स और आपके पास केबल हो सकते हैं यदि आपके पास केवल टॉरशनल एक्शन है तो आप उन्हें शाफ्ट कहते हैं एक्शन के आधार पर हमारे पास इसके अलग अलग नाम हैं हम अगली क्लिपिंग में देखेंगे कि इनमें से प्रत्येक सिस्टम के बारे में क्या अद्वितीय है ये भी जानेगे धन्यवाद